सुप्रभात आपका स्वागत है इंजीनियरिंग मीटरोलॉजी के पाठ्यक्रम किस भाग में हम बात कर रहे थे मीटरोलॉजी में स्टैटिसटिक्स के बारे में I इस पाठ्यक्रम की जो प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा स्टैटिसटिक्स के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में I मैंने यह लेक्चर कुछ इस तरह से तैयार किया है कि आज हम मीटरोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले स्टैटिसटिक्स के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे I तो आज हम वर्णनात्मक विश्लेषण के ऊपर बात करेंगे I जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम वर्णनात्मक विश्लेषण पर चर्चा करेंगेतो यह हमेंउस दिशा में ले जाएगा जहां हम यह समझ पाएंगे कि डाटा को सही तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है I तो डाटा प्रस्तुत है वह डाटा जो हमने ऑब्जरवेशन से लिया है या उपकरणों द्वारा प्राप्त किया है I तो किसी तरह से हमें इसका पता लगाना है की मीन क्या है और यह किस वर्ग में आता है यह केंद्रीय प्रवृत्ति है I उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि डिस्पर्शन भी होती है I डाटा का फैलाव क्या होता है तत्पश्चात हमें डाटा की जगह और मीडियन और डाटा कहां पर है जो ऑब्जरवेशन हमारे पास है वह किस डाटासेट में पाई जाती है इसके बाद हम चर्चा करेंगे डाटा विजुलाइजेशन के बारे में और डाटा को ग्राफिकली कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है

तो यह किसी दूसरे डाटा की तुलना में या कह सकता हूं कि डाटा बिंदु की तुलना में बताया जाता है I आगे है डाटा विजुलाइजेशन जो कि कुछ खास नहीं परंतु यह एक प्रकार से डाटा का ग्राफिकल या टेबल के रूप में प्रस्तुतीकरण होता है I जब हम डाटा को प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट लिखते हैं निष्कर्ष निकालते हैं या परिणाम को देखते हैं तो हम कुछ अलग ही लिखते हैं जिसे हम प्रिसक्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स कहते हैं I वर्णनात्मक स्टैटिसटिक्स में हम डाटा को प्रस्तुत करते हैं एक सही तरीके से और हमें किस तरह का प्लॉट का इस्तेमाल करना चाहिए यह भी पता करते हैं I इस कारण से यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम डाटा को ग्राफिकली वर्णित करें I तो चलिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति से शुरुआत करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के 4 तरीके हैं I जोकि हैं मीन मीडियन मोड और मिडरेंज I आप में से ज्यादातर लोग यह जानते होंगे कि मीन क्या होता है

यह हम तब चर्चा करेंगे जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलनॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेंज स्केल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे I नॉमिनल स्केल में हम इन तीनों का उपयोग नहीं कर सकते जबकि रेशों स्केल में इन तीनों का प्रयोग होता है I अब बात करते हैं डिस्पर्शन की डिस्पर्शन का अर्थ है डाटा का फैलाव I डाटा के फैलाव को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं I डिस्पर्शन को मापने के तीन प्रकार निम्न है • रेंज • वैरियेंस • स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन डाटासेट के फैलाव में संख्यात्मक वैल्यू प्रदान करते हैं I तो जैसा कि यहां डाटा का फैलाव है तो इन्हें संख्यात्मक वैल्यू प्रदान की जाती है I तो सबसे पहले रेंज क्या है रेंज वास्तव में जैसा कि मैंने कहा था उच्चतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू के बीच को कहते हैं जिसमें हम इन दोनों से औसत या मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं I R H - L R रेंज H उच्चतम वैल्यू L न्यूनतम वैल्यू डिस्पर्शन को मापने का सबसे सरल तरीका रेंज होता है I इसलिए हम रेंज या R चार्ट का निर्माण करेंगे और इनकी उप समूहों में विशेषता को जानेंगे I हमारे पास विभिन्न सैंपल है और प्रत्येक सैंपल में विभिन्न ऑब्जर्वेशंस I उदाहरण के तौर पर हमें शाफ्ट व्यास निकालना है और 10 शाफ्ट का चयन करते हैं हर 1 घंटे के अंतराल पर इसी प्रकार अगर 8 घंटे का कार्य दिवस है तो आप 8 बार इसका चयन करते हैं I सकता हूं कि इस सैंपल साइज के लिए आपने 10 शाफ्ट का चयन किया है और 8 घंटे के कार्य दिवस पर आप इसे 8 बार चुनते हैं I तो एक समूह अर्थात एक लौट में आप 10 शाफ्ट का व्यास ज्ञात करते हैं I तो रेंज का अंतर क्या होगा वास्तव में रेंज क्या होगी वास्तव में उच्चतम व्यास तथा न्यूनतम व्यास का अंतर क्या होगा और दूसरे समूह में यह अंतर कितना होगा

मीन को एक्सेल में कैसे निकाला जा सकता है